इस मॉड्यूल में हमने उन व्यावसायिक मॉडलों के बारे में बात की है जिनका उपयोग औद्योगिक इंटरनेट और औद्योगिक IoT परिदृश्यों के लिए किया जा सकता है इस विशेष व्याख्यान में हम विभिन्न आर्किटेक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं व्यवसाय के संदर्भ में हमने संभावित व्यावसायिक मॉडलों के बारे में बात की है जिनका उपयोग इस विशेष मॉड्यूल के पिछले व्याख्यानों में किया गया है लेकिन हमें औद्योगिक IoT को अपनाने के लिए व्यवसाय के परिवर्तन के लिए विभिन्न आर्किटेक्चर प्लेटफार्मों का उपयोग करने में भी सक्षम होना चाहिए आइए हम IIoT के reference आर्किटेक्चर को देखें IIoT reference आर्किटेक्चर Industrial Internet Reference Architecture द्वारा शासित है यह एक मानक वास्तुकला की तरह है जिसका IIoT सिस्टम विश्व स्तर पर उपयोग करते हैं और अनुसरण करते हैं IIRA Industrial Internet Reference Architecture एक मानक है जिसका उपयोग इन उद्योगों में IIoT अनुप्रयोगों मैपिंग एप्लिकेशन प्रौद्योगिकियों और विभिन्न एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं द्वारा इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मार्गदर्शन किया जा सके IIRA के लिए केंद्रीय विषयगत चिंताओं में से एक चिंता सुरक्षा है और इनमें से कई आर्किटेक्चर तत्व मूल रूप से इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है IIRA सुरक्षा महत्वपूर्ण है और सुरक्षा उपरांत बचाव एक बड़ा मुद्दा है बचाव अर्थात पूर्ण सुरक्षा सूचना की सुरक्षा डेटा की सुरक्षा आदि IIoT औद्योगिक अनुप्रयोगों के साथ उपयोग के लिए IIRA वास्तुकला के साथ आने के दौरान सुरक्षा सर्वोपरि और केंद्रीय विषयगत विचार है सुरक्षा के संदर्भ में यह उस प्रणाली के लिए जानना महत्वपूर्ण है जो काम कर रही है इसकी स्थिति क्या है यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि भविष्य में कुछ खराबी या संभावित खराबी प्रणालियों के कारण लोगों को शारीरिक क्षति या चोट का कोई अप्रत्याशित जोखिम न हो और तीसरी सुरक्षा चिंता यह है कि अब या भविष्य में किसी भी तरह की खराबी के कारण संपत्ति या पर्यावरण को कोई नुकसान न हो ये व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए इनमें से कुछ KPI हैं ये KPI मूल रूप से एक संगठन की गतिविधियों का एक उपाय है ये KPI ग्राहकों के साथ संपर्क और संचार को मापने में मदद करते हैं ग्राहकों को मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं और आगे सुधार की दिशा प्रदान करते हैं अलग अलग KPI उपलब्ध हैं तो KPI को उनके प्रकारों के आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है एक अग्रणी KPI है और इसका उपयोग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है यह इनपुट उन्मुख है और इसे मापना कठिन है और जैसा कि नाम से पता चलता है कि बाद की श्रेणी में धीरे चलनेवाला KPI है जो एक तकनीकी संकेतक है जो अर्थव्यवस्था के शुरू होने के बाद बदल जाता है इसलिए प्रमुख KPI के विपरीत जो इनपुट उन्मुख है लैगिंग KPI output oriented है और इसमें सुधार करना कठिन है अग्रणी KPI अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी करने भविष्यवाणी करने के बारे में बात करता है और अर्थव्यवस्था में सुधार के बाद लैगिंग केपीआई के बारे में बात करना शुरू हो गया है तो मूल रूप से ये दो दृष्टिकोण अलग हैं अग्रणी KPI और लैगिंग KPI OSH के लिए दो भिन्न KPI श्रेणियां हैं इसलिए उदाहरण के लिए अग्रणी KPI पर्याप्त संचालन और सुरक्षा के साथ प्रबंधकों का प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रशिक्षण पर्याप्त संचालन और सुरक्षा प्रशिक्षण के साथ श्रमिकों का प्रतिशत फिर देखे गए असुरक्षित व्यवहार की आवृत्ति OSH ऑडिट की संख्या ये इन विभिन्न KPI में से कुछ हैं प्रमुख KPIs श्रेणी के अंतर्गत हैं Lagging KPIs श्रेणी के तहत हमारे पास खोई हुई समय घटना आवृत्ति दर की संख्या है कितनी बार अलग अलग घटनाएं हुई हैं और हम उन घटनाओं के कारण समय गंवा चुके हैं और उन घटनाओं की घटना की आवृत्ति बीमारी की अनुपस्थिति घटनाओं या ज़रा सी चूक और घातक घटनाओं की वजह से खोए गए उत्पादन दिन ये पिछड़े हुए KPI हैं इसलिए मैं IIC के बारे में बात कर रहा था जो कि औद्योगिक इंटरनेट कंसोर्टियम है जो एक गैर लाभकारी कंसोर्टियम है जो खुले मानकों को बढ़ावा देने वाली विभिन्न चीजें कर रहा है इंटरऑपरेबिलिटी के लिए मानक विभिन्न तकनीकों में व्याख्यात्मकता को बढ़ावा देने के लिए आर्किटेक्चर का समर्थन कर रहा है और ये तकनीकें उद्योगों में और इन उद्योगों में M2M संचार के लिए मानकों का उपयोग करती हैं IIC वह है जो Industrial Internet Reference Architecture IIRA आर्किटेक्चर को लेकर आया है औद्योगिक इंटरनेट कंसोर्टियम आईआईसी के पास इसके फोकस क्षेत्र भी हैं और गतिविधियों में विभिन्न परीक्षणों के लिए टेस्टबेड्स का विकास भी एक प्रमुख चिंता का विषय है इसलिए टेस्टबेड्स विभिन्न आईआईसी सदस्यों के प्रमुख फोकस और गतिविधि का एक क्षेत्र हैं इसलिए औद्योगिक इंटरनेट कंसोर्टियम विभिन्न गतिविधियों कार्यों आदि को जारी रखता है उनके अलग अलग कार्य समूह हैं ये कार्य समूह अलग अलग काम करते हैं वे नवाचार करते हैं वे नई तकनीकों नए अनुप्रयोगों नई प्रक्रियाओं नई प्रक्रियाओं नए उत्पादों नई सेवाओं आदि के उपयोग के विभिन्न अवसरों के साथ आते हैं जिन्हें अलग अलग परीक्षण में शुरू किया जा सकता है अवधारणा की जा सकती है और कठोरता से परीक्षण किया जा सकता है जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी और ये बाजार में वास्तव में लॉन्च होने से पहले किया जा सकता है ये विभिन्न गतिविधियाँ हैं जिन्हें IIC द्वारा बढ़ावा दिया जाता है IIRA Industrial Internet Reference Architecture के विभिन्न वास्तुशिल्प घटक हैं जो उनके ढांचे का हिस्सा हैं नंबर एक हितधारक है इसलिए हमें इन विभिन्न अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है तो नंबर एक हितधारक है हितधारकों का अर्थ है उन व्यक्तियों की टीम या संगठन जिनके पास सिस्टम से संबंधित रुचि है अगली अवधारणा हितधारकों से जुड़ी हुई है ये दृष्टिकोण है इसलिए इन हितधारकों की दृष्टिकोण और प्रणाली में कुछ रुचि है इसलिए दृष्टिकोण हितधारकों से है जो मूल रूप से हितधारक के संग्रह से अलग अलग विचारों का संग्रह है उन्हें समूहीकृत करना इन विभिन्न विचारों का वर्णन करना विचारों का विश्लेषण करना और विशिष्ट चिंताओं को हल करना है यह IIRA का ढांचा है इसलिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं इसे आपको समझाता हूँ तो यह दर्शाता है कि यहाँ विभिन्न हितधारक समूह हैं हितधारक समूह 1हितधारक समूह २ इन हितधारकों में अलग अलग दृष्टिकोण हैं दृष्टिकोण 11 दृश्य 12 आदि इसी तरह हितधारक 2 का अपना दृष्टिकोण होगा जिसे फिर से 21 22 आदि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसी स्थति हो इसलिए यह दृष्टिकोण की अवधारणा है जो मूल रूप से विभिन्न हितधारकों से विभिन्न विचारों का संग्रह है तो ये कदम इन हितधारकों के अलग अलग दृष्टिकोणों के साथ आते हैं और ये दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से इन अलग अलग वास्तु घटकों आर्किटेक्चर 11 12 आदि और वास्तुकला 2 21 22 आदि के साथ आने में मदद करते हैं इन अलग अलग दृष्टिकोणों के लिए सीधे मैपिंग करते हैं इसके बाद फ्रेम की अवधारणा आती है वास्तुशिल्प फ्रेम जो विभिन्न भागीदारों के विचारों की पहचान करने वर्णन करने और उनका विश्लेषण करने के तरीकों का एक संग्रह है वास्तुकला प्रतिनिधित्व की अवधारणा महत्वपूर्ण है यह वास्तुशिल्प फ्रेम के परिणामों का संग्रह है और विचारों के रूप में व्यक्त किया जाता है विभिन्न IIoT architecture implementation पैटर्न प्रस्तावित किए गए हैं तो हम तीन अलग अलग पैटर्न के माध्यम से गुजरेंगे नंबर एक त्रि स्तरीय वास्तुकला पैटर्न नंबर दो गेटवे मध्यस्थता एज कनेक्टिविटी और प्रबंधन वास्तुकला पैटर्न और तीसरा स्तरित डेटा बस पैटर्न है तो हमें इनमें से प्रत्येक को जानना है शुरू करने के लिए हम पहले त्रि स्तरीय वास्तुकला पैटर्न के माध्यम से जाएंगे इस त्रि स्तरीय वास्तुकला पैटर्न में हमारे पास तीन अलग अलग परतें हैं हमारे पास एज की परत और उद्यम की परत है तो एज लेयर मूल रूप से इन सभी अलग अलग एज डिवाइसों के बारे में बात करती है मूल रूप से डिवाइस इन अलग अलग गेटवे से कनेक्ट हो रहा है और ये डिवाइस और गेटवे आदि डेटा को प्लेटफ़ॉर्म लेयर पर भेजने जा रहे हैं ये प्लेटफ़ॉर्म लेयर हैं जहाँ डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है और इसी तरह और आगे डाटा को प्रोसेस करके एंटरप्राइज की परत से प्लेटफॉर्म परत तक सीधे प्रवाह कर सकता है या सीधे एंटरप्राइज़ परत पर भी प्रवाह कर सकता है तो यह त्रि स्तरीय वास्तुकला पैटर्न है आइए हम विभिन्न घटकों के माध्यम से और अधिक विस्तार से देखें तो हमारे पास एज से डेटा एकत्र करता है वास्तुकला में शामिल हैं वितरण शासन और डेटा का स्थान डेटा के वितरण की चौड़ाई डेटा का शासन और डेटा का स्थान का अर्थ है कि डेटा कहाँ से इन व्यक्तिगत उपकरणों में आ रहा हैं प्लेटफॉर्म परत मूल रूप से यह है एंटरप्राइज लेयर से एज लेयर तक कंट्रोल कमांड प्राप्त करना प्रोसेसिंग करना और फॉरवर्ड करना और अंत में एंटरप्राइज़ लेयर को एज लेयर और प्लेटफ़ॉर्म लेयर से डेटा प्राप्त करने की चिंता होती है इसका मतलब है कि सीधे एज लेयर से उद्यम परत डेटा प्राप्त कर सकती है या यह प्लेटफ़ॉर्म परत से हो सकता है जो फिर से एज लेयर से डेटा प्राप्त कर सकती है इसलिए एंटरप्राइज़ लेयर मूल रूप से डोमेन विशिष्ट आवश्यकताओं निर्णय समर्थन प्रणालियों और अन्य आवश्यकताओं जैसे इंटरफेस को एंड्यूज़र्स पर लागू करती है अगले प्रकार का आर्किटेक्चर गेटवे मध्यस्थ बहुत सारा डेटा एकत्र करते हैं और अलग अलग गेटवे डिवाइस के माध्यम से edge डिवाइस गेटवे डिवाइस डेटा को अलग अलग क्षेत्र नेटवर्क पर विभिन्न सूचनाओं के आगे प्रसार के लिए भेजते है और इसी तरह तो पूर्व आर्किटेक्चर की तरह यहां फिर से हमें गेट गेटवे मध्यस्थ edge आर्किटेक्चर के वास्तु घटकों को आगे विस्तार से जानना है तो इस गेटवे मध्यस्थ एज आर्किटेक्चर में IIoT एज सिस्टम के लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होने वाला गेटवे शामिल है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क एक हब टोपोलॉजी का उपयोग कर सकता है Mesh टोपोलॉजी वह है जहां विभिन्न नोड एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसलिए बहुत सारे लिंक अनावश्यक हैं और कई अलग अलग लिंक हैं तो मूल रूप से क्या होता है यदि एक लिंक टूट गया है फिर भी तो अलग अलग नोड एक दूसरे से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ वैकल्पिक लिंक हो सकते हैं जो मूल रूप से समस्या को संभालेंगे तो दूसरा एक हब एंड स्पोक टोपोलॉजी है जो स्टार टोपोलॉजी से बहुत मिलता जुलता है जहां आपके पास हब है और अलग अलग स्पोक्स अलग अलग एज नोड्स से जुड़े हैं और एक साथ आपके पास एक केंद्रीय प्रकार का हब है डिवाइस इन विभिन्न अन्य IoT डिवाइस अन्य एज डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है तो यह एक स्टार प्रकार की टोपोलॉजी या हब एंड स्पोक टोपोलॉजी बन जाता है तो आपके पास यह स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क है जो दो अलग अलग प्रकार के टोपोलॉजी जाल टोपोलॉजी और हब एंड स्पोक नेटवर्क टोपोलॉजी का समर्थन करता है फिर आपके पास हमारे पास ये गेटवे डिवाइस हैं जो एज डिवाइसेस के लिए प्रबंधन बिंदुओं के रूप में काम करते हैं जो स्थानीय रूप से डेटा के हस्तांतरण डेटा के प्रसंस्करण और डेटा के विश्लेषण में मदद करते हैं तीसरे प्रकार का आर्किटेक्चरल पैटर्न स्तरित डेटाबस पैटर्न है इसलिए इससे पहले कि हम आगे किसी भी चीज का उल्लेख करें ये सभी अलग अलग आर्किटेक्चरल पैटर्न सामान्य टेम्प्लेट की तरह होते हैं जिनका उपयोग उद्योगों में IIoT समाधानों को तैनात करने के लिए संदर्भ आर्किटेक्चर के रूप में किया जा सकता है तो अब हम इस तीसरे आर्किटेक्चरल पैटर्न के माध्यम से चलते हैं जो कि स्तरित डेटाबस पैटर्न है इसलिए यहां हमारे पास तीन अलग अलग स्तर हैं हमारे पास स्मार्ट मशीनें हैं फिर हमारे पास सिस्टम की व्यवस्था है और औद्योगिक इंटरनेट है तो सिस्टम की एक प्रणाली मूल रूप से एक जटिल प्रणाली है जिसमें विभिन्न विभिन्न उपप्रणालियाँ मिलकर एक साथ मिलकर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म को निष्पादित करती हैं बहुत से डेटा को हैंडल करने के लिए जनरेट करती हैं और जो बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए संसाधित होती हैं यह स्तरित डेटाबस द्वारा किया जाता है और फिर आपके पास औद्योगिक इंटरनेट है हमारे पास अलग अलग औद्योगिक एप्लिकेशन साइटों एक ही साइट एक ही उद्योग में एक ही साइट पर अलग अलग समूह या अलग अलग एक ही कंपनी की अलग अलग साइट पर औद्योगिक इंटरनेट पर चलने वाले ये विभिन्न अनुप्रयोग हैं या यह हो सकता है कि विभिन्न कंपनियां आपस में जुड़ी हों तो यह स्तरित डेटा बस स्तरित डेटा बस पैटर्न है जो पिछले दो पैटर्न से अलग है जिस पर हमने अभी चर्चा की है आइए हम इस पैटर्न के माध्यम से थोड़ा और भी विस्तार से जाने इसलिए यहां हम स्मार्ट मशीनों के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे निचले स्तर पर इन स्मार्ट मशीनों से स्थानीय नियंत्रण और स्वचालन अनुप्रयोग इन सभी चीजों को इस विशेष परत पर निष्पादित किया जा सकता है फिर आपके पास स्तरित डेटा बस पैटर्न है जो नियंत्रण स्थानीय निगरानी और विश्लेषण के क्षेत्र में लागू है और डेटाबेस की अनुमति देने में मदद करेगा स्तरित डेटाबस पैटर्न मूल रूप से पहले डिवाइस को न्यूनतम प्रतिक्रिया समय स्वचालित डेटा और एप्लिकेशन डिलीवरी उपकरणों के स्केलेबल एकीकरण सिस्टम बनाने की उपलब्धता यह उच्च और पदानुक्रमित का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण सबसिस्टम अलगाव है क्योंकि यह समाधान को और अधिक स्केलेबल और अनुकूलनीय बनाने में मदद करेगा जो कि अनुकूल है विभिन्न परिवर्तनों के अनुकूल इसके साथ हम संदर्भ आर्किटेक्चर के पहले भाग के अंत में आते हैं इसलिए हमने देखा है कि यह IIRA reference आर्किटेक्चर उद्योगों में IIoT के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जा रहे मानक की तरह है और यह व्यवसाय मॉडल में इस विशेष इकाई के व्यापार मॉडल के साथ अच्छी तरह से जोड़ता है हमने विभिन्न प्रकार के व्यापार मॉडल देखे हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है और यह reference आर्किटेक्चर वह है जो इसे तकनीकी रूप से आगे ले जाता है यह reference आर्किटेक्चर व्यावसायिक मुद्दों और तकनीकीताओं के बीच बैठा है और यह विभिन्न विभिन्न आर्किटेक्चर समाधान सामान्य आर्किटेक्चर समाधान प्रदान करके तकनीकी आवश्यकताओं के साथ व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा है जिसे उद्योगों में IIoT समाधानों को तैनात करने के लिए अपनाया जा सकता है ये इन संदर्भों में से कुछ हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं आप इस विषय पर और अधिक विभिन्न मतभेदों का पता लगाने के लिए खुद भी अन्वेषण कर सकते हैं धन्यवाद